सभी को नमस्कार कंप्यूटर ऐडेड ड्रग डिजाइन पर पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है हम घुलनशीलता के विषय पर जारी रखेंगे फिर मैं पारगम्यता का परिचय देना शुरू करूंगा घुलनशीलता और पारगम्यता एक दूसरे के विपरीत या परस्पर विरोधी है घुलनशीलता हम GI मैं घुलनशीलता के बारे में बात कर रहे हैं इसका मतलब है कि इसमें पानी की अच्छी घुलनशीलता है मतलब है कि यह ध्रुवीय होना चाहिए लेकिन जब आप पारगम्यता की बात करते हैं इसको membrane lipid bilayer को पार करना चाहिए और रक्त प्रभाव में पहुंचना चाहिए इसका मतलब है कि इसे हाइड्रोफोबिक या लिपोफिलिक होना चाहिए इसलिए इसमें हाइड्रोफीलिसिटी कम होनी चाहिए तो यह घुलनशीलता और पारगम्यता हमेशा loggerheads पर होती है इसलिए हमें दवा की संपत्ति को संतुलित करने की आवश्यकता है ताकि दोनों एक ही समय में संतुष्ट है इसका मतलब है कि इसमें पानी की घुलनशीलता पर्याप्त होनी चाहिए और फिर इसे membrane के माध्यम से पारगम्यता प्रदान करने और रक्त प्रवाह तक पहुंचने में सक्षम होना चाहिए अब कई कारक इस घुलनशीलता को प्रभावित करते हैं कल हमने इसका परिचय दिया था यदि आप GI के विभिन्न हिस्सों में पारगमन के समय को देखते हैं तो आप जानते हैं कि esophagus से शुरू होकर 30 मिनट से 35 घंटे लगते हैं जबकि यदि आप jejunum मैं जाते हैं तो यह 3 से 4 घंटे और फिर सतह क्षेत्रफल 120 वर्ग मीटर हो सकता है यदि आप इसे देखते हैं हम इसे छोटी आंत कहते हैं पेट का क्षेत्रफल बहुत कम है 01 वर्ग मीटर पेट में pH बहुत बहुत अम्लीय 14 से 21 है जैसा कि हम छोटी आत में नीचे जाते हैं हम लगभग उदासीन और छारीय होते हैं इसलिए अधिकांश दवाओं का अवशोषण यहां होना चाहिए क्योंकि सतह क्षेत्रफल बहुत बहुत अधिक है Colon यह 1 से 3 दिन है सतह का क्षेत्रफल फिर से बहुत कम है pH लगभग छारीय क्षेत्र में है इसलिए हम अत्यधिक अम्लीय से छारीय क्षेत्र की तरफ और फिर कम सतह क्षेत्रफल की ओर बढ़ रहे हैं बहुत बहुत अधिक सतह क्षेत्रफल फिर से कम सतह क्षेत्रफल और जैसा कि आप देख सकते हैं कि पारगमन समय भी बदल रहा है तो इन सभी पर विचार करना है यदि आप दवा के अवशोषण और घुलनशीलता के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए हमने देखा की घुलनशीलता मैं सुधार करने के लिए विभिन्न रणनीतियां क्या है हम बहुत सारे संरचनात्मक संशोधन कर सकते हैं LogP को संशोधित करें इसे अधिक हाइड्रोफिलिक बनाएं इसको लवण में बनाएं ध्रुवीय समूहों को जोड़ें सामग्री के क्रिस्टलीकरण को कम करें इत्यादि और हम वाहक का प्रयोग कर सकते हैं और आजकल दवा के वाहको जैसे nanoparticles liposomes इत्यादि में बहुत रुचि है फिर हम co solvents का उपयोग कर सकते हैं हम सामग्री को emulsify कर सकते हैं ताकि emulsion अच्छी तरह से घुलने में सक्षम हो या मिश्रित एजेंट को जोड़ सकते हैं ताकि यह दवा के साथ मिश्रित हो जाए और इसलिए घुलनशीलता में सुधार हो यह रणनीतियां है लेकिन आमतौर पर यह तीन आइटम ड्रग डिस्कवरी के अंतर्गत नहीं आते हैं यह बाद में दवा बनाने के ज्ञान में आएंगे जबकि यह संरचनात्मक संशोधन जो हम बात कर रहे हैं हम इसे दवा खोज प्रक्रिया कह सकते हैं इसलिए आयनीकरण योग्य समूहों को जोड़ना LogP को कम करना हाइड्रोजन बांड को जोड़ना ध्रुवीय समूहों को जोड़ना आणविक भार को कम करना सतह के बाहर प्रतिस्थापन करना मैंने आपको एक दिखाया ताकि क्रिस्टलीय पैकिंग कम हो एक prodrug का निर्माण करें यह सभी विभिन्न रणनीतियां है जो घुलनशीलता में सुधार कर सकती है अब जब आप घुलने की दर को देखते हैं तो मैं घुलने को कैसे सुधारू इसलिए ना केवल इसे thermodynamically रूप से घुलनशील होना पड़ता है बल्कि इसे काफी तेज भी करना पड़ता है क्योंकि आप देख सकते हैं कि पेट में यह 3 से 4 घंटे है इसलिए यदि आप तेज कार्यशील दवा चाहते हैं तो इसे बहुत तेजी से घुलना होगा इसलिए घुलनशीलता अधिकतर kinetic है इसलिए सतह क्षेत्र बढ़ाते हैं तो ठोस के सतह क्षेत्र को बढ़ाकर यह तेजी से घुलना शुरू कर देगा या अणु के आकार को छोटा कर देगा घोल मैं पहले से घुलनेका मतलब है मैं एक मौखिक घोल दे सकता हूं ताकि यह पहले से ही घोल के रूप में घुल जाएगा ठोस पदार्थों को गीला करने में सुधार का मतलब है हम कुछ सर्फेक्टेंट के साथ लवण के साथ तैयार कर सकते हैं यह सभी चीजें जो हम कर सकते हैं ठोस को गीला करने में मदद करेंगे तो यह घुलने की दर में सुधार के लिए कुछ नहीं किया है जैसे मैंने कहा कि घुलना kinetic है जबकि घुलनशीलता ज्यादा thermodynamic हो सकती है आमतौर पर दवाईयों को लवण के रूप में निर्मित किया जाता है 70 दवाई जो मैं कहता हूं लवण के रूप में होती हैं और उसमें से व्यवसायिक दवाईयों में जो आयन का प्रयोग होता है उसमें से 70 anions और 30 cations होते हैं तो आपके पास anions chloride sulphate bromide हो सकते हैं इस क्रम में आप जानते हैं मुख्यता दवाईयों में आपको बहुत सारे chloride मिल जाएंगे यदि आप cations को देखते हैं sodium salt और calcium salt और potassium salt और magnesium salt है तो यह सभी घटक दवा की घुलनशीलता को अत्यधिक बढ़ाते हैं अब हम पारगम्यता को देखते हैं पारगम्यता membrane के माध्यम से इन मॉलिक्यूल का प्रसार है GI lipid membrane जो की अत्यधिक lipophilic है अधिकतर यह निष्क्रिय प्रसार के माध्यम से होता है बहुत कम सक्रिय प्रसार होता है ज्यादातर निष्क्रिय प्रसार होता है इसलिए इसका मतलब है कि हमारे पास कंपाउंड यथोचित lipophilic होना चाहिए ताकि यह है निष्क्रिय रूप से प्रसार हो सके तो यह आंतों के अवशोषण और मौखिक बायोअवेलेबिलिटी का निर्धारक है क्योंकि आपकी आंतों का अवशोषण और मौखिक बायोअवेलेबिलिटी इस पारगम्यता पर निर्भर करती है यदि पारगम्यता बहुत खराब है जैसा कि मैंने उल्लेख किया है कि दवा को घुलनशील किया जा सकता है लेकिन अगर यह membrane के माध्यम से नहीं मिल रहा है तो यह उत्सर्जित हो सकता है तो यह समस्या है इसलिए बायोअवेलेबिलिटी खराब हो सकती है इतने सारे कारक पारगम्यता को प्रभावित करते हैं आमतौर पर जैसा कि मैंने कहा कि निष्क्रिय प्रसार प्रमुख तंत्र है व्यवसायिक दवाएं यहां तक की सामान्यता भोजन भी निष्क्रिय प्रसार है इसलिए हमेशा भोजन और दवा के बीच एक प्रतिस्पर्धा होती है और वे दोनों इस पारगम्यता के दौरान एक विलक्षण तरीके से व्यवहार करना शुरू करते हैं इसलिए कभी कभी डॉक्टर कहते हैं दवा को भोजन से पहले लें दवा को भोजन के बाद में ले क्योंकि बे एक ही प्रसार के माध्यम से GI के द्वारा प्रतिस्पर्धा करना शुरू कर देते हैं तुम कुछ दवाएं भोजन द्वारा अवशोषित हो सकती हैं औरया उन्हें GI membrane से गुजरने से रोका जा सकता है यदि मैं आयनीकरण समूह को हटा देता हूं तो पारगम्यता बढ़ जाती है यदि मेरे पास आयनीकरण समूह है तो यही एक ध्रुवीय कंपाउंड बन जाता है और जैसे मैंने उल्लेख किया है कि lipophilicity वह कारक होना चाहिए जो GI के माध्यम से पारगम्यता का निर्धारण करता है ताकि आयनिक समूहों को हटाया जा सके LogP को बढ़ाना इसे अधिक हाइड्रोफोबिक बनाना आकार में कमी जब आपके पास छोटा कंपाउंड होता है तो यह पढ़ने से बेहतर फैलता है ध्रुवीयता कम हो जाती है जिसका अर्थ है कि O H समूह और N H समूहों इत्यादि को हटा दें आगे जाते ही हम कुछ उदाहरणों को देखेंगे जैसा कि मैंने बताया भोजन और दवाएं निष्क्रिय प्रसार उपयोग करते हैं जैसे कि मैंने बताया जब आप भोजन और दवा को एक साथ लेते हैं तो हमेशा वहां एक प्रतियोगिता रहती है इसी कारण से विभिन्न प्रकार की दवाओं के लिए यह हमेशा बताया जाता है कि उनको वास्तविकता में पहले या बाद में कब लेना है तो यह एक बहुत ही दिलचस्प स्लाइड है pH के खिलाफ membrane के पार निष्क्रिय प्रसार तो हम बात कर रहे हैं यह बहुत कम pH पेट में हो सकता है और यह छोटी आंत बड़ी आंत और colon इत्यादि तक चला जाता है इसलिए हम देखते हैं कि NSAID non steroidal anti inflammatory दवाओं के लिए जैसे Ketoprolen दूसरी दवा Naproxen के लिए निष्क्रिय प्रसार कम हो जाता हैफिर यह नीचे चला जाता है तो इसका मतलब यह है कि पेट के क्षेत्र में निष्क्रिय प्रसार बहुत अच्छा है और यह बहुत कम हो जाता है क्योंकि यह छोटी और बड़ी आंत में जाता है जबकि यदि हम calcium channel blocker Verapamil लेते हैं यह pH ऐसा ऊपर चला जाता है जिसका अर्थ है आपके पेट के बजाय छोटी और बड़ी आंत के निचले हिस्से में बहुत बेहतर है और वही चीज यहां होती है propranolol जैसे एक beta blocker जहां प्रसार बहुत अच्छा है वास्तव में अधिकतम pH 67 पर थोड़ा सा पढ़ रहा है यदि आप Caffeine के प्रसार को देखते हैं तो यह बहुत बहुत कम है कि क्या यह अम्लीय है या यह छारीय है और मिर्गी और न्यूरोपैथिक दर्द के लिए Carbamazepine के साथ एक ही बात है यह एक बड़ी संख्या है लेकिन pH इसी के साथ ज्यादा नहीं बदलता है इसलिए आपको इसे समझने की जरूरत है प्रसार के लिए इसके अनुकूल pH क्या है क्योंकि आप अम्लीय स्थिति में कुछ प्रसार होता हुआ देख सकते हैं और कुछ का छारीय स्थिति में बहुत तेजी से प्रसार होता है तो यह संपूर्ण दवा की कार्यशैली में और इसकी बायोअवेलेबिलिटी में महत्वपूर्ण योगदान देता है इसलिए हमारे पास मुख्य रूप से निष्क्रिय प्रसार हो रहा है फिर विशिष्ट वाहक हो सकते हैं जो आपके कंपाउंड को एकत्रित कर सकते हैं और इसे पार ले जा सकते हैं और यहां पर endocytosis जैसा कुछ है यह प्रक्रिया है यह भोजन या दवा या किसी भी कंपाउंड को निगलने जैसा है इसको endocytosis कहते हैं इसके साथ ही साथ यहां पर efflux भी है जिसका मतलब जो भी अंदर जाता है उसको बाहर कर दिया जाता है यह प्रणाली के अस्तित्व के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है इसलिए efflux transporters यहां मौजूद हैं जो उन कंपाउंड को बाहर फेंक देते हैं जो बाहरी दिखते हैं इसका उद्देश्य अंदर की विषाक्तता कम करना है लेकिन यह आप की दवा को भी बाहर फेंक सकता है यह efflux transporter है इसलिए यह सभी membrane system मैं हो रहे हैं और यह प्रमुख प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह चीजें होती हैं तो जैसा मैंने कहा endocytosis टीम सक्रिय परिवहन है जो कोशिका में मॉलिक्यूल को कोशिका में एक ऊर्जा निर्भर प्रक्रिया में कार्य करने की तरह engulfing द्वारा लगभग निगल लेता है तो यह वहां पाया जाता है जहां पर निष्क्रिय प्रसार के लिए ऊर्जा की कोई आवश्यकता नहीं होती है इसलिए बड़े रसायन ध्रुवीय मॉलिक्यूल निष्क्रिय प्रसार द्वारा हाइड्रोफोबिक प्लाज्मा से नहीं गुजर पाते हैं इसलिए उन्हें या तो एक सक्रिय प्रक्रिया या endocytosis से गुजरना पड़ता है जो ऊर्जा का उपयोग करने वाली प्रक्रिया है जबकि आपका निष्क्रिय प्रसार किसी भी ऊर्जा का उपयोग नहीं करता है तो पारगम्यता बहुत से membrane अवरोध है हमारे पास gastrointestinal epithelial cells blood capillary wall hepatocyte membrane glimerulus यह तंत्रिकाओं के अंत का समूह है spores और small blood vessels प्रतिबंधात्मक organ barriers जिनको blood brain barrier कहते हैं हम इसके बारे में और बात करेंगे यहां एक अवरोध है जो मस्तिष्क को रक्त क्षेत्र के बाकी हिस्सों से अलग करता है ताकि विषाक्त पदार्थों और वायरस को पार करने और मस्तिष्क में प्रवेश करने से रोका जा सके यह केवल छोटे मॉलिक्यूल ग्लूकोज और ऑक्सीजन की अनुमति देता है और फिर कोशिका membrane को लक्षित करता है इसलिए दवा को अपने लक्ष्य स्थल तक पहुंचने से पहले इतने सारे membrane अवरोधों का सामना करना पड़ता है विभिन्न membranes में अलग अलग पारगम्यता हो सकती है Membrane lipid mixture निष्क्रिय प्रसार membrane transporter सक्रिय दीवारों के बीच junction का जोड़ कभी कभी junction की दीवारें बहुत पतली होती है ताकि वे किसी भी प्रसार को होने की अनुमति नहीं देती है जब तक यह बहुत ढीली नहीं हो जाती है प्रसार नहीं हो सकता तो विभिन्न membranes में अलग अलग पारगम्यता हो सकती है इसलिए पारगम्यता प्रभाव क्या हो सकता है यह बायोअवेलेबिलिटी को प्रभावित कर सकते हैं क्योंकि दवा के लक्ष्य स्थल पर जो उपलब्ध है वह शायद बहुत बहुत छोटा है क्योंकि यह परिवहन और पारगम्य नहीं हो रहा है तो मौखिक रूप से दवा लेने के बाद यह मुख्यता पारगम्यता पर निर्भर करता है निश्चित रूप से और फिर हम पारगम्यता वाले कंपाउंड में कम बायोअवेलेबिलिटी होती है जो सच है कोशिका आधारित कार्यशैली पर तो इसलिए यदि मैं किसी कोशिका आधारित assay कर रहा हूं तो यदि पारगम्यता शुद्ध एंजाइम आधारित अध्ययन दवा की अच्छी गतिविधियां दिखा सकते हैं लेकिन कोशिका आधारित प्रणाली का उपयोग कर रहा हूं जो लगभग in vivo जैसा है और यह खराब गतिविधि दिखा सकता है क्योंकि cell membrane मैं दवा का प्रसार बहुत खराब होता है इसलिए शुद्ध एंजाइम आधारित अध्ययन बहुत अच्छे सकारात्मक परिणाम दिखा सकते हैं जबकि जब आप कोशिका आधारित in vivo अध्ययन करते हैं खराब पारगम्यता के कारण यह बहुत खराब परिणाम दे सकता है कोशिका आधारित assay में अच्छी जैव सक्रियता उत्पन्न करने के लिए एंजाइम की अधिक कार्यशीलता और पारगम्यता की आवश्यकता होती है इसलिए कोशिका आधारित पारगम्यता महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है तो क्या रणनीतियां है आयनिक समूहों को गैर आयनीकरण में परिवर्तित करना जैसा कि मैंने कहा कि आयनिक समूह ध्रुवीयता की ओर ले जाते हैं इसलिए इसे अधिक गैर ध्रुवीय बनाते हैं Lipophilic समूह को जोड़ें जिसका अर्थ है कि आप LogP को बढ़ा रहे हैं ध्रुवीय समूहों का isoteric प्रतिस्थापन यदि आपके पास O H समूह है इसको O CH3 बनाइए N H समूह को N CH3 बनाइए Estrify Carboxylic acid तो यदि आपके पास एसिड है तो यह ध्रुवीय बन सकता है तो हम इसे COOCH3 बना सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग और ध्रुवीयता को कम करें इसलिए यदि हमारे पास कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग समूह O H N H है तो उन्हें कम करें आकार को कम करें जिससे सामग्री आसानी से अंदर जा सके गैर ध्रुवीय साइड चेन जोड़ें या prodrug जोड़ें इसका मतलब यह एक मिश्रण है यह दवा नहीं है जिसका अर्थ है कि इसके पास कोई गतिविधि नहीं है जब यह शरीर के अंदर जाता है यह टूट जाता है और दवा निकल जाती है जो की एक दवा के रूप में कार्य करना शुरू करती है इसको prodrug कहां जाता है तो यह सभी प्रभावित करते हैं आइए कुछ उदाहरणों पर ध्यान दें तो हमारे पास एक आयनिक समूह है जैसा की आप देख सकते हैं वहां एक आयनिक समूह है और हम इस आयनिक समूह को परिवर्तित करने का प्रयास कर रहे हैं यह एक Endothelin 1 receptor है पारगम्यता Caco 2 के द्वारा है Caco 2 वह कोशिका है जिनको Stomach epithelium से लिया जाता है पारगम्यता बहुत खराब है जबकि हम आयनिक समूहों को गैर आयनीक समूहों मे परिवर्तित करते हैं क्योंकि आपके पास यहां एसिड है तो हमारे पास O और H हो सकते हैं हम इसको OH में परिवर्तित कर सकते हैं इसका आयनीकरण नहीं होगा पारगम्यता को देखिए बहुत बढ़ गई है शायद 500 गुना बढ़ गई है Lipophilicity जोड़ें इसका अर्थ है इसका LogP बढ़ाएं तो यह एक coagulation factor X अवरोधक है और आप इसमें एक lipophilic समूह जोड़ रहे हैं जिससे कि LogP 31 से बढ़कर 343 हो जाए और मौखिक बायोअवेलेबिलिटी भी बढ़ जाए वहां एक अतिरिक्त CH3 जोड़ा गया है इसलिए LogP थोड़ा ही बड़ा है लेकिन इस पारगम्यता में वृद्धि हुई है और मौखिक बायोअवेलेबिलिटी में जबरदस्त वृद्धि हुई है हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कम करें इसलिए हमारे पास समूह है इस विशेष मॉलिक्यूल को देखिए इसके पास O CH3 O CH3 है जाहिर है कि यह हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर है पारगम्यता 04 10 की घात 6 है यदि हम इसे हटा दें तो पारगम्यता नाटकीय रूप से बढ़ जाती है ध्रुवीयता को कम करें इसलिए इसको देखें तो Caco 2 की पारगम्यता fluorine समूह के साथ 04 है Caco 2 की पारगम्यता chlorine समूह के साथ 88 हो जाती है यह बड़ा है 20 गुना बड़ा है आकार कम करें यह एक बड़ा मॉलिक्यूल है इस मॉलिक्यूल को देखिए 31 10 की घात 6 9 10 की घात 6 62 10 की घात 6 इन समूहों को देखिए तो हम आकार को कम कर सकते हैं और Caco 2 के द्वारा पारगम्यता को बढ़ा सकते हैं समझे इसमें से एक prodrug बनाओ यह prodrug क्या है यह एक दवा का precursor है और इसे शरीर के अंदर उपापचय प्रक्रिया द्वारा एक रासायनिक रूपांतरण से गुजरना पड़ता है प्रक्रिया के दौरान दवा निकलती है जो कि सक्रिय औषधीय एजेंट द्वारा निकाली जाती है इसको एक prodrug कहते हैं तो prodrug स्वयं में सक्रिय नहीं है लेकिन शरीर के अंदर एंजाइम की उपस्थिति के कारण तो आप eater समूह और amide समूह रख सकते हैं जिससे कि विशेष prodrug का उपापचय हो जाता है इसलिए दवा निकल जाती है और फिर यह कार्य करने लगती है इसको prodrug कहते हैं तो आपके पास एक prodrug है जिससे वहां की पारगम्यता अच्छी हो सकती है जबकी दवा स्वयं में अच्छी पारगम्यता नहीं रखता है क्योंकि हो सकता है यह स्वभाव से अत्यधिक ध्रुवीय हाइड्रोफिलिक है इसको देखिए sulfasalazine यह संघनित रूप में एक prodrug है इसको colon में बैक्टीरिया द्वारा दो भागों में तोड़ दिया जाना चाहिए तो यह एक विशेष कंपाउंड है यह एक prodrug है इसलिए यह टूट गया है sulfapyridine आपके पास सल्फर समूह है sulfur dioxide pyridine है यह कुछ त्वचा रोगों के इलाज के लिए एक जीवाणुरोधी है जबकि यह 5 aminosalicylic acid है हम salysylic acid और antitubercular agent को isoniazid के साथ देख सकते हैं इसलिए इसे देखें तो इसमें कोई गतिविधि नहीं है लेकिन जब यह टूट जाता है तो यह भाग sulfapyridine और यह भाग 5 aminosalicylic acid है इसलिए इस भाग को antitubercular गतिविधि मिली है और इस भाग को जीवाणुरोधी गतिविधि मिली है लेकिन साथ में यह किसी भी गतिविधि का प्रदर्शन नहीं करते हैं इसलिए वे शरीर के अंदर इस विशेष बॉन्ड को तोड़ सकते हैं इसको prodrug कहते हैं इसे देखें यह Oseltamivir है यह एक एंटीवायरस दवा है यह इनफ्लुएंजा वायरस के Neuraminidase को प्रभावित करता है यह एक ester है इसलिए इस विशेष बांड को हाइड्रोलाइसिस द्वारा तोड़ना पड़ता है यदि आपके पास अंदर esterases जैसा एक एंजाइम है तो यह इसको तोड़ता है और शेष भाग अंदर का सक्रिय पदार्थ बन जाता है यह एक prodrug है Benazepril इसको angiotensin converting enzyme inhibitor कहा जाता है यह उच्च रक्तचाप और दिल की विफलता के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है और फिर से यह एक prodrug है इस दवा को सक्रिय बनाने के लिए esterase जैसे एंजाइम द्वारा इस ester बॉन्ड को hydrolyzed किया जाता है तो एक ester समूह को लगाना आसान है जो वैसे भी शरीर के अंदर टूट जाएगा क्योंकि हमारे शरीर में esterase एंजाइम होता है फिर सक्रिय दवा शरीर के अंदर कार्य करना शुरू कर देगी यह प्रक्रिया है सामान्यता इसे अपनाया जाता है इसलिए आपके पास एक ऐसी दवा है जो शरीर के अंदर पारगम्य नहीं हो पाती है तो आप क्या करते हैं आप एक ester बांड को सक्रिय समूह के साथ रखते हैं और सामान्यतः यह शरीर के अंदर टूट जाता है क्योंकि esterase एंजाइम पाए जाते हैं और फिर सक्रिय दवा मुक्त हो जाती है तो इस पूरी व्यवस्था को prodrug कहा जाता है Prodrug अपने आप में कोई गतिविधि नहीं रखते हैं Fosinopril phosphinic acid युक्त ester Prodrug है तो इसके पास विशेष रूप से phosphinic acid मिला है जो दवाओं के angiotensin enzymen inhibitor वर्ग से संबंधित है इसलिए इसे टूटना चाहिए यह तेजी से fosinoprilat मैं hydrolyzed हो जाता है जोकि एक सक्रिय मेटाबॉलिट है जो ACE का अवरोध करता है जोकि angiotensin I से angiotensin II के रूपांतरण के लिए जिम्मेदार है AT II रक्तचाप को नियंत्रित करता है इसलिए हम शरीर में AT II ज्यादा मात्रा में नहीं चाहते हैं और AT II ACE angiotensin converting enzyme द्वारा उत्पादित किए जाते हैं इसलिए यह दवाएं ACE के पास जाती हैं और उनसे वाइंड करती हैं और AT II के गठन को रोकती है फिर से यह prodrug है और जैसा कि आप देख सकते हैं कि दवा सक्रिय होने से पहले आवश्यक रूप से टूट जाना चाहिए इसलिए हम विभिन्न दृष्टिकोण से कार्य कर सकते हैं इसलिए lipophilicity दवा की सबसे महत्वपूर्ण भौतिक गुण है जो अवशोषण वितरण प्रभावशीलता उत्सर्जन इत्यादि के संबंध में है घुलनशीलता अवशोषण प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग उपापचय निकासी वितरण की मात्रा एंजाइम बाइंडिंग पित्त और गुर्दे से निकासी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में प्रवेश ऊतकों में भंडारण बायोअवेलेबिलिटी विषाक्तता Lipophilicity द्वारा बहुत से कारक प्रभावित होते है अब हमने घुलनशीलता कि अवधारणा को देखा है हमने पारगम्यता की अवधारणा को देखा है अब कई अन्य कारक है जो सभी दवा समानता गुण की श्रेणी में आते हैं यह संरचनात्मक गुण जो शरीर में एक कंपाउंड के in Vivo फॉर्म pharmacokinetics और विषाक्तता को निर्धारित करते हैं जैसे ADME A का मतलब है अवशोषण D का मतलब है वितरण M का मतलब है उपापचय E का मतलब है उत्सर्जन और बेशक आजकल वह इसमें T भी शामिल करते हैं जिसे T विषाक्तता कहते हैं तो हम इसे ADMET कह सकते हैं तो यह विषाक्तता है यदि आप अच्छा क्लीनिकल उम्मीदवार लेते हैं उनके पास गतिविधि और गुणों के बीच संतुलन होना चाहिए जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण गतिविधि और गुण है इसलिए बहुत सक्रिय कंपाउंड बहुत खराब ADME गुण तब यह क्लीनिकल परीक्षण से नहीं गुजर सकता है बहुत खराब गतिविधि भी आमतौर पर अच्छी नहीं है इसलिए इसमें गतिविधि और गुणों के बीच में समानता होनी चाहिए इसलिए हमने कई सारे गुणों को देखा है जैसे घुलनशीलता प्रवेश और पारगम्यता यहां पर बहुत से दूसरे गुण हैं जैसे कि वितरण उपापचय उत्सर्जन विषाक्तता इसलिए हम इनमें से हर एक को विस्तार से देखने जा रहे हैं क्योंकि यह दवा समानता गुण निर्धारित करते हैं की कोई दवा बहुत अच्छी होने वाली है या नहीं तो खराब ligands अच्छा ligands इसलिए गतिविधि बढ़ जाती है खराब गुण बहुत अच्छे गुण इसलिए आदर्श रूप से मेरे पास बहुत अच्छे गुण और अच्छी गतिविधि होनी चाहिए मेरे पास अच्छी गतिविधि हो सकती है लेकिन गुण खराब है तो यह सभी विफल कंपाउंड है जबकि यह सफल हो सकते हैं मेरा मतलब है कि यह सब से आदर्श है लेकिन आप कहीं ना कहीं यहां भी समाप्त कर सकते हैं इसलिए यह भी है यह सबसे आदर्श है और यह बहुत अच्छा नहीं है इसलिए फार्मा कंपनियां आमतौर पर इस क्षेत्र को देखते हैं लेकिन वास्तव में यह एक बड़ी फिल्म है लेकिन संभावना है कि आमतौर पर आपको यहां कहीं भी मिल सकता है इसलिए आपके पास प्राया अच्छी गतिविधि के साथ साथ अच्छी बायोअवेलेबिलिटी कम विषाक्तता कम दुष्प्रभाव और इसलिए वास्तव में इसके लिए अच्छे गुण होने चाहिए इसलिए हम जा रहे हैं जैसा की मैंने कहा कि पानी में घुलनशीलता के अलावा इन सभी अन्य गुणों को देखें और GI मैं membrane के द्वारा पारगम्यता को देखें तो संरचनात्मक गुण क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग लिपोफीलिसिटी मॉलिक्यूलर वेट pKa एसिड विघटन नियतांक ध्रुवीय सतह क्षेत्र आकृति प्रतिक्रियाशीलता यह सभी संरचनात्मक गुण हैं जो आपकी घुलनशीलता पारगम्यता रासायनिक प्रभाव को प्रभावित करते हैं क्योंकि पेट के अंदर pH 2 के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो आपके मॉलिक्यूल को स्थिर होना पड़ता है जब यह आपके प्लाज्मा के अंदर जाता है तो आप esterases oxidoreductases lipases जैसे एंजाइम की बात कर रहे हैं तो इन सभी एंजाइमों की उपस्थिति में आप की दवा अभी भी स्थिर है इसलिए स्थिरता बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है ना केवल अलग अलग pH की स्थिति में बल्कि आपके शरीर के अंदर भी और जैव रासायनिक गुण महत्वपूर्ण है उपापचय कैसे अंदर दवा का उपापचय हो जाता है क्या यह अंदर प्रोटीन से बंधती है क्या यह है शरीर के अंदर ऊतकों से बंधती है इस का परिवहन कैसे होता है लिया कैसे जाता है यह सभी बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं और बाद में निकासी दवा एक बार अपना काम कर लेती है इसको बाहर आ जाना चाहिए बाहर निकाल दिया जाता है उत्सर्जित होता है इसलिए निकासी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है दवा का half life क्या है इसका मतलब है कि प्लाज्मा में सांद्रता 50 के स्तर पर आ गई है फिर बायोअवेलेबिलिटी टारगेट साइट पर उपलब्ध दवा की सांद्रता क्या है यदि आप 2 दवाई 3 दवाई ले रहे हैं तो क्या दोनों दवाएं आपस में परस्पर क्रियाएं कर रही हैं और आजकल और भोजन की भी परस्पर क्रियाएं देखने को मिलती हैं क्योंकि कुछ दवाएं भोजन के साथ अच्छे नहीं होते और कुछ दबाएं भोजन की उपलब्धता में विनियमित हो जाते हैं इसलिए हमें इस पर और फिर घातक खुराक पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है LD50 50 को मारने के लिए घातक खुराक है इसलिए यह सभी प्रभाव भी तस्वीर में आते हैं जब आप बना रहे हैं और उन्हें दवा समानता गुण कहा जाता है तो यह एक बहुत ही दिलचस्प स्लाइड है हमारे पास जैविक व्यवस्था में pharmacokinetics विषाक्तता निकासी half life बायोअवेलेबिलिटी LD50 है फिर हमारे पास उपापचय परिवहन संबंधी बाइंडिंग जैसे जैवरसायनिक गुण हैं और फिर हमारे पास दवा की घुलनशीलता पारगम्यता रासायनिक स्थिरता जैसे भौतिक रसायनिक गुण हैं जो भौतिक वातावरण है इसलिए हमारे पास जैविक व्यवस्था है और फिर हमारे पास दवा का भौतिक वातावरण है और फिर हमारे पास सभी प्रोटीन और सभी कंपाउंड की संरचना है मैं क्या बदल सकता हूं मैं आणविक भार को बदल सकता हूं मैं हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर और एक्सेप्टर को बदल सकता हूं मैं lipophilicity को बदल सकता हूं मैं ध्रुवीय सतह क्षेत्र को बदल सकता हूं PSA का अर्थ है ध्रुवीय सतह क्षेत्र pKa जो कि विघटन है मैं आकार आकृति प्रतिक्रियाशीलता को बदल सकता हूं इसलिए इन सभी पर मेरा नियंत्रण है लेकिन हमें यह देखना है कि यह टारगेट प्रोटीन के साथ बंधन को कैसे प्रभावित करता है और फिर जैविक व्यवस्था में इसकी विषाक्तता कैसे प्रभावित होती है अंदर इसकी स्थिरता क्या है अंदर इसका उत्सर्जन कैसा है और half life और बायोअवेलेबिलिटी इसलिए हम इस विषय पर अगली कक्षा में भी जारी रखेंगे आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद